नमस्ते अब हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे तो आज के इस लेक्चर में प्रोटोकॉल स्टैक OSI और TCP IP के ओवरव्यू पर चर्चा की जाएगी हालाँकि हम मुख्य रूप से TCP IP का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि हम OSI प्रोटोकोल स्टैक के ओवरव्यू के बारे में पहले से जानते है इसलिए इस प्रोटोकॉल स्टैक में जाने से पहले हम इंटरनेट या इंटरनेटवर्क के इतिहास का एक क्विक रिव्यू देखेंगे यह कई वर्षों में कैसे विकसित हुआ इसलिए यदि हम यहां देखते हैं तो दो दिलचस्प साइट हैं एक YouTube है और दूसरी साइट है जहां आपको बहुत सारी इतिहास की जानकारी मिलती है लेकिन अगर हम विभिन्न सोर्सेज से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम इतिहास को देखते हैं कि आखिर यह इंटरनेट कैसे आया हम टेलीग्राफ से शुरू करते हैं पहला टेलीग्राफ संदेश 1836 में भेजा गया था और यह कहा गया है कि मोर्स कोड डॉट्स और डैश की एक श्रृंखला थी जो कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की गई थी और कुछ हद तक हम अपने आज के बाइनरी 0 और 1 के साथ रिलेट कर सकते हैं 1858 और 1866 के बीच ट्रांसएटलांटिक केबल का उपयोग किया गया था और अगर आप आज भी देखते हैं तो यह विशाल सबमरीन केबल मुख्य रूप से डेटा कम्युनिकेशन भाग की प्रमुख बैकबोन है और फिर टेलिफोन लाइनें आईं जिन्होंने इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी और यदि आप देखते हैं इन दिनों ऐसे कनेक्शन भी हैं जो मुख्य रूप से इस टेलीफोन लाइन का उपयोग फिजिकल लेयर के रूप में करते हैं और फिर धीरे धीरे कहीं न कहीं 1950 या 1950 के आस पास US ने उस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी या ARPA का गठन किया इसलिए यह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत प्रमुख स्टेट् में से एक है जो वहां पैरेलल था इसका मतलब है कि नेटवर्क फोन पर नहीं था लेकिन उस समय के आसपास यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च किया तो कुछ प्रकार की ऐसी रिपोर्टें हैं कि एक काउंटर ट्रायल थे और कुछ पैरेलल प्रयास थे अब 1962 में ARPANET का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से एक नेटवर्क की खोज करना था जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किसी प्रकार की लचीली और विश्वसनीय कनेक्टिविटी की अनुमति देगा तो यह बहुत ही प्रमुख बात है और हम देखते हैं कि लगभग 1960 के शुरुआत में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क विकसित हुआ हम अपने बाद के लेक्चर में सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पर चर्चा करेंगे पैकेट स्विचिंग को विकसित किया गया था जहां डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित किया जाता है जो डेस्टिनेशन के विभिन्न रूट्स को ले सकता है इसलिए यह डेस्टिनेशन के विभिन्न रूट को फॉलो करेगा लेकिन डेटा छोटे पैकेट हैं और इन सभी पैकेटों का संघ मुख्य रूप से डेस्टिनेशन या इंटरमीडिएट चीजों इंटरमीडिएट डिवाइसेज या प्रोडक्ट्स पर भी जारी रहेगा रिसर्च के लिए DoD द्वारा कमीशन किए गए 1969 ARPANET में मुख्य रूप से रिसर्च नेटवर्क के लिए चार प्रमुख अमेरिकी यूनिवर्सिटी सामने आए जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस UCLA स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिर UCSB और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा तो यह प्रमुख चार यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई उससे इसे ओपन रिसर्च मोटिवेशन और अन्य चीजें मिलती हैंराइट इसलिए जब तक यह रिसर्च डिपार्टमेंट के अधीन है हम कह सकते हैं कि यह अधिक सुरक्षित हैं लेकिन यहां इसे अधिक यूनिवर्सिटी फ्लेवर मिला और रिसर्च प्रयासों की संख्या अधिक हुई और फिर जो हम 1971 में देखते हैं कि पहला ईमेल प्रोग्राम प्रसारित किया गया था ऐसा लगता है कि पहला प्रोग्राम टिपिकल QWERTY कीबोर्ड में अल्फाबेट की पहली पंक्ति थी और 15 नोड्स के साथ या ARPANET पर 35 23 होस्ट के साथ था फिर 1973 में ग्लोबल नेटवर्किंग वास्तविकता में आई जिसने इंग्लैंड और नॉर्वे को एक दूसरे से जोड़ा इसलिए यह पूरे देश में और पूरे महाद्वीप में है 1974 में ये पैकेट स्विचिंग के और अधिक मोड बन गए और फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का विकास हुआ और अन्य चीजें चलन में आईं राइट और 1977 जो हम देखते हैं कि ईमेल होस्ट बनने की संख्या वास्तविकता है ऐसे होस्ट थे जहां 100 से अधिक होस्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे और इसके बाद समग्र प्रयासों में वृद्धि हुई थी 79 न्यूज़ ग्रुप का गठन किया गया था 82 में TCPIP प्रोटोकॉल ARPANET के लिए प्रस्तावित किया गया था फिर 83 में एक बड़ा विकास हुआ है जब नेम सर्वरों को विकसित किया गया था संख्या वगैरह में IP को याद रखना मुश्किल हो रहा था इसलिए नेम सर्वर विकसित हुए 84 में DNS सामने आया होस्ट की संख्या 1000 को पार कर गई 87 द्वारा यह 30000 को पार कर गया फिर हम ग्रैजुअल इंक्रीज देखते हैं 89 में मुख्य रूप से यह सर्वव्यापी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की अवधारणा टिम बर्नर्स ली द्वारा गढ़ी गई थी फिर 90 में पहला सर्च इंजन प्रपोज किया गया था और होस्ट की संख्या 3 लाख से अधिक थी लगभग 1000 न्यूज़ ग्रुप थे और उसी समय ARPANET को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था या जहां यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट मोड में चला गया और वास्तव में ARPANET का कोई अस्तित्व नहीं था 91 में इंटरनेट के लिए मुख्य रूप से गोफर के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विकसित किया गया था आप में से कुछ ने इसके रिलीज के बारे में सुना होगा और गोफर के माध्यम से इंटरनेट रिसोर्सेज का एक टेक्स्ट बेस्ड मेनू ड्रिवन इंटरफ़ेस एक्सेस संभव था फिर 92 में मल्टीमीडिया सामने आए और क्योंट सर्फिंग द नेट गढ़ा गया था 93 में आगे चलकर यह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्रांति शुरू हुई होस्ट की संख्या लाखों पार करती है और मोज़ेक वेब ब्राउज़र लॉन्च किए गए राइट तो उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस विभिन्न प्रकार के कंटेंट और इसी तरह की चीजों की फिनोमिनल ग्रोथ देखी थी जैसे अगर हम वेब एक्सप्लोजन को देखते हैं 84 94 कहें तो यह लगभग 32 थाजोकि विभिन्न इंटरनेट रिसोर्सेज से लिया गया था इसलिए मैं यह दावा नहीं करता कि सभी संख्या के अंतिम भाग के लिए बहुत ऑथेंटिकेट हैं लेकिन यह दर्शाता है कि चीजें बड़े पैमाने पर कैसे बढ़ती हैं 95 में यह 64 मिलियन 97 195 से 2001 में 30 मिलियन वेबसाइटों पर 110 मिलियन होस्ट थे और इसी तरह आगे इनका एक्सपेंशन अभी भी जारी है यह एक्स्पोनेंशियल या एक्सपेंसिव है इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी हैं जैसे 94 में हॉटमेल आया था W3C की स्थापना 1994 में हुई थी 95 जावा सोर्स कोड जारी किया गया था और जो हम देखते हैं वह यह है कि इज़राइल द्वारा 96 में अन्य स्टार ICQ या ICQ प्रकार के आवेदन हैं और फिर Google स्थापित किया गया था इसलिए ये कुछ माइलस्टोन हैं जो दिखाते हैं कि न केवल चीजों की वृद्धि हुई इंटरनेट इस इंटरनेटवर्क पर मानव समुदाय का समग्र हित हमारे लिए बड़े पैमाने पर हुआ इसलिए हम अभी वापस आने की कोशिश करते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी तो यह एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि चीजें कैसी हैं अब हम देखते हैं कि यह भारी मात्रा में एप्लीकेशंस या नेट पर एप्लीकेशंस की एक बड़ी मात्रा है यदि आप देखते हैं कि उनमें से कुछ एप्लिकेशन एरर सेंसेटिव हैं तो कुछ एप्लिकेशन टाइम सेंसेटिव हैं कुछ को संभालने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है कुछ को अधिक एक्यूरेसी और प्रकार की चीजों की आवश्यकता है और यह एप्लिकेशन कुछ भी और सब कुछ संभव बनाता है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से लेकर साइंटिफिक एप्लीकेशन को संभव बनाता है और इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है राइट इसके बजाय आप आमतौर पर पिछले एक दशक से इसके लिए जो देख रहे हैं वह अलग अलग सर्विस सर्विसेज या इंटरनेट बिट सर्विसेज के इनेबल्ड होने या पूरे सिनेरियो या इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिजाइन की ओर बढ़ रहा है जिसे हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहते हैं उसकी ओर यह एक कदम है इस नेटवर्क पर विचार किया जाना एक बड़ी बात बन गई क्लाउड के साथ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सामने आया यह देखें कि यह बैकबोन नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेटवर्क के किसी भी प्रकार के इंटरपसन से न केवल कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा बल्कि कई उद्योग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में ठहराव आ जाएगा इसलिए इस नेटवर्क को जगह पर रहना बेहद जरूरी हो जाता है जैसा कि में अपने पहले के लेक्चर में उल्लेख कर रहा था हम यह देखना चाहते हैं कि बुनियादी प्रोटोकॉल क्या हैं इस ओवरऑल नेटवर्किंग के पीछे बेसिक प्रोसेसेस मेथाडोलॉजी एल्गोरिदम क्या हैं यह हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है अब अगर हम अपनी पूर्व की चर्चा से हटते हैं जैसे कि हमारे पास मुख्य रूप से प्रोटोकॉल हैं तो हमने इस पर चर्चा की हम पूरी बात पर फिर से थोड़ा गौर करेंगे तो एक फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लिकेशन लेयर है राइट और यह जरूरी नहीं है कि सभी डिवाइस सभी लेयर्स को एक जैसा प्रकट करें यह भी हमने देखा है राइट तो दूसरे अर्थ में टॉप पर एप्लीकेशन लेयर मूल रूप से वे एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं तो एप्लिकेशन लेयर तथाकथित एप्लीकेशन लेयर की आउटपुट पिगीबैक है या ट्रांसपोर्ट लेयर का पेलोड बन जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर का आउटपुट या नेटवर्क लेयर के लिए पेलोड और उसके बाद डेटा लिंक के लिए पेलोड बनेगा और फिर यह फिजिकल लेयर है और फिजिकल लेयर दो नोड्स के बीच फिजिकल कम्युनिकेशन का ध्यान रखती है राइट तो यह कहीं न कहीं वायर्ड वायरलेस और विभिन्न प्रकार की तकनीकें हो सकती हैं तो यह बेसिक बॉटम लाइन है और अगर आप उस विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को देखते हैं जैसे कि पॉपुलर सर्विसेज ऐसा कहने के लिए एचटीटीपी एफटीपी और एसएमटीपी एप्लिकेशन लेयर में बहुत लोकप्रिय सर्विसेज हैं इतना ही नहीं यदि आप इन दिनों कई वेब सर्विसेज को देखते हैं तो ये मूल रूप से इस तरह की सर्विसेज का पिग्गीबैक हैं तो यह एप्लिकेशन लेयर के ठीक ऊपर है इसलिए वे एक एप्लिकेशन लेयर का उपयोग करते हैं जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग मैसेजेस के कुछ सेट या चीजों के प्रकार को करने के लिए किया जा रहा है राइट इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास टीसीपी यूडीपी आरटीपी हैं कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लैस और रियल टाइम प्रोटोकॉल हैं फिर नेटवर्क लेयर पर हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जैसे कि आईपीवी4 आईपीवी6 एमपीएलएस ये बहुत ही प्रमुख प्रोटोकॉल हैं डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट Ethernet प्रमुख प्रोटोकॉल में से एक है वाई फाई ब्लूटूथ यूएमटीएस और एलटीई और अन्य प्रोटोकॉल भी डाटा लिंक लेयर पर हैं और फिजिकल लेयर मूल रूप से फिजिकल कनेक्टिविटी है और यह कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोसेसेस और मेथाडोलॉजी और तकनीको पर आधारित है कुछ प्रोटोकॉल हैं जैसे हमने चर्चा की थी DNS डोमेन नेम सिस्टम या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए SNMP या एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल के लिए ARP और DHCP है तो ये प्रोटोकॉल हैं जो कुछ हद तक क्रॉस लेयर प्रोटोकॉल हैं राइट वे दो लेयर्स के बीच मौजूद हैं तो वे मूल रूप से दो लेयर्स के बीच इंटरफेस करते हैं इसलिए मैं बाद के लेक्चर या कुछ बाद की बातचीत में इन बातों पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो हम ज्यादातर TCP के आसपास चर्चा करते रहेंगे मुख्य रूप से इन प्रमुख प्रोटोकॉलों को विस्तार से देखेंगे और हम निश्चित रूप से यह देखने की कोशिश करेंगे कि अन्य प्रोटोकॉल कैसे कार्य करते हैं अब यदि मैं प्रोटोकॉल पर चर्चा कर रहा हूं तो प्रोटोकॉल का क्या मतलब है यह नेटवर्किंग या किसी अन्य पहलुओं के लिए भी हो सकता है हम यह भी कहते हैं कि प्रोटोकॉल को बनाए रखा जाना जरूरी है तो प्रोटोकॉल संदेशों का एक नियंत्रित अनुक्रम है जो किसी दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए दो या अधिक सिस्टम्स के बीच आदान प्रदान किया जाता है इसलिए जब में कहता हूं कि में FTP कम्युनिकेशन करता हूं तो मैं SSH कम्युनिकेशन करता हूं मैं HTTP या DNS सिस्टम रिज़ॉल्यूशन DHCP करता हूं तो मैं कंट्रोल सेट ऑफ मैसेजेस को सेंड करता हूं ताकि दो पार्टी या मल्टीपार्टी उसको अकांप्लिश कर सके शायद कुछ दस्तावेज़ डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन IP एड्रेस को रिजॉल्व कर रहे हैं प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन इस सीक्वेंस को एक साथ मैसेजेस के फॉर्मेट या लेआउट के साथ परिभाषित करते हैं जो बदले जाते हैं राइट तो एक यह है कि प्रोटोकॉल एक्सचेंज किए जाने वाले मैसेजेस का एक समूह है और एक प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन है कि मैसेज क्या है स्पेसिफिकेशन क्या है कितने हैं साइज क्या है मैसेज की डिफरेंट फील्ड्स को प्रीसाइजली डिफाइंड करना तो इस सीक्वेंस को परिभाषित करें इस सीक्वेंस को एक मैसेज के एक प्रारूप या लेआउट के साथ परिभाषित करें जो विनिमय किया जाता है ताकि मैसेज प्राप्त करने पर दूसरा पक्ष मूल रूप से मैसेज के स्पेसिफिकेशन के आधार पर व्याख्या कर सके जैसे मैं कहता हूं कि अगर मैं एक विशेष DHCP पैकेट भेजता हूं तो DHCP रिसीवर मूल रूप से पैकेट खोल सकता है और यह जानता है कि ये किस तरह से सीक्वेंसड हैं इसी तरह किसी अन्य प्रोटोकॉल के लिए भी है तो यह चीजों के बीच इंटरप्रेट करने की सुविधा प्रदान करता है इसलिए मैं कहता हूं कि मैं IEEE और प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं और फिर दूसरा छोर मूल रूप से केवल स्पेसिफिकेशन को समझता है किसी भी फॉर्मेट को अलग से समझने की कोई आवश्यकता नहीं है यह जानना जरूरी नहीं है कि प्रारूप क्या है इसलिए यह पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटटेड लूजली कपल्ड और ऑटोनॉमस सिस्टम और सर्विसेज जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो ये प्रोटोकॉल एक प्राथमिक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए मूल रूप से इस कोर्स में हम अलग अलग इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ को पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं जो नेटवर्क पर किसी भी दो डिवाइसेज के बीच कम्युनिकेशन को संभव बनाता है

अब एक बड़े पैमाने पर प्रोटोकॉल को परिभाषित करने के लिए बहुत ही विशिष्ट तरीकों में से एक को मापने का प्रयास किया गया था जिसे हम OSI मॉडल कहते हैं हमारा TCPIP मॉडल जोकि OSI के विपरीत एक फाइव लेयर स्टैक है माना जाता है कि वे एक फुल लेयर स्टैक के रूप में है लेकिन फिर भी यह फाइव लेयर वाला स्टैक है OSI आमतौर पर सात लेयर स्टैक है तो इसमें फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लिकेशन को देखते हैं TCPIP में भी ये चीजें हैं लेकिन वे अन्य लेयर्स के साथ मर्ज हैं तो हम फिजिकल लेयर की मुख्य रूप से चर्चा कर रहे थे जहां मीडिया बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन करता है राइट तो जब डिजिटल या बाइनरी डेटा मिलता है तो मीडिया उसे नेटवर्क पर कैरी करता है डेटा लिंक लेयर यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रेमिंग और एरर चेकिंग करता है यह डेटा लिंक लेयर विचार करता है जो मुख्य रूप से डाटा लिंक लेयर के कार्यों में से एक है नेटवर्क लेयर मुख्य रूप से उन इंफॉर्मेशन के पैकेटों की डिलीवरी के लिए है जिसमें राउटिंग शामिल है नेटवर्क लेयर एक रिलाएबल लेयर नहीं है इसलिए यह एक अनरिलायबल तरीके से पैकेट डिलीवरी करता है इसका मतलब है कि रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं है जबकि ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड रिलाएबल और अनरिलायबल डिलीवरी दोनों करता है राइट हालांकि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है इसमें प्रोविजन है कि यह एंड टू एंड रिलाएबल सर्विस या अनरिलायबल सर्विसेज के लिए एक प्रोटोकॉल सपोर्ट प्रदान करता है सेशॅन लेयर एक सेशॅन को इस्टैबलिश् और मेंटेन करता है प्रेजेंटेशन डेटा फॉर्मेटिंग और एन्क्रिप्शन करता है एप्लिकेशन नेटवर्क एप्लिकेशन हैं फ़ाइल ट्रांसफर टर्मिनल इम्यूलेशन और इसी तरह के कार्य करता है इसलिए एप्लिकेशन लेयर पर सभी प्रकार के एप्लिकेशन हैं तो ये मुख्य रूप से नेटवर्किंग के लिए सात लेयर OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल हैं जो नेटवर्क के हर हिस्से का ख्याल रखते हैं तो हर नेटवर्क डिवाइस में इनमें से सभी या कुछ लेयर्स होंगी यह आवश्यक नहीं है कि सभी सक्षम होंगे जैसे आप बात कर रहे हैं कि संदर्भ समय 2040 एक लेयर 2 स्विच ऊपर है लेयर 2 तक सक्षम है एक लेयर 3 स्विच लेयर 3 तक सक्षम है और इसी तरह हर डिवाइस अपनी लेयर पर कार्य करता है तो यह कुछ मामलों में एक या एक से अधिक लेयर्स या सभी लेयर्स हो सकती हैं तो इसका मतलब है कि यह नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि एप्लिकेशन का पैकेट पिग्गीबैक प्रेजेंटेशन का एक पेलोड है प्रेजेंटेशन का पैकेट सेशन के लिए पेलोड बन जाता है और इसी तरह हर लेयर पर इसी तरह से कार्य करता है अंत में फिजिकल लेयर इस पैकेट को दूसरे एंड छोर पर ले जाता है तो दूसरे छोर पर TCPIP एक बहुत ही प्रमुख प्रोटोकॉल है जो कि लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क इनेबल डिवाइसेज में अलग अलग उपयोग किया जाता है तो यह प्रोटोकॉल का एक सूट है जो इंटर नेटवर्किंग अधिकारों के लिए प्रमुख स्टैंडर्ड बन जाता है TCPIP सार्वजनिक स्टैंडर्ड का एक सेट प्रस्तुत करता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि सूचना पैकेटों को एक या अधिक नेटवर्क कंप्यूटरों के बीच कैसे बदला जाता है यह केवल एक नेटवर्क को सीमित नहीं कर रहा है यह किसी भी दो नेटवर्क के बीच किसी भी दो सिस्टम के बीच हो सकता है इसलिए अगर हम TCPIP की तुलना करने की कोशिश करते हैं तो कहीं हम ओ एस आई से मेल खाने की कोशिश करते हैं जैसे कि फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्किंग लेयर OSI जैसे ही हैं लेकिन TCPIP के ट्रांसपोर्ट लेयर में सेशन का थोड़ा सा हिस्सा रहता है हालांकि एप्लीकेशन लेयर में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर की सभी कार्यक्षमताए होती हैं तो TCPIP में ओ एस आई मॉडल की तरह सभी लेयर की कार्यक्षमताए है और यदि हम विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल को देखते हैं जो TCPIP की विभिन्न लेयर द्वारा समर्थित हैं तो प्रोटोकॉल के विभिन्न प्रकार हैं ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहते हैं अन्य प्रोटोकॉल भी हैं आगे डेटा लिंक लेयर फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है यह यूटीपी कोएक्स माइक्रोवेव सैटेलाइट एसटीपी और विभिन्न प्रकार के लिंक लेयर का प्रकार हो सकता है जबकि डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट जैसी अलग अलग चीजें हो सकती हैं या संदर्भ लें समय 2301 IEEE 8023 स्टैंडर्ड या X25 टोकन रिंग फ्रेम रिले और विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हो सकते हैं नेटवर्किंग के लिए TCPIP के साथ IP का उपयोग किया जाता है यह IPv4 या इन दिनों आईपीवी6 ट्रांसपोर्ट टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी और इस तरह का प्रोटोकॉल हो सकता है जबकि एप्लिकेशन में प्रोटोकॉल का एक ग्रुप है यह विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हो सकते हैं कुछ इंटरमीडिएट प्रोटोकॉल हैं जो विभिन्न क्रॉस लेयर प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं इसी तरह यदि आप इसे किसी अन्य तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो यह इस तरह का उल्लेख करने का एक और तरीका है कि कुछ स्थानों में इसे फोर लेयर स्टैक के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें डाटा लिंक और फिजिकल दो अलग अलग लेयर के बजाय एक सिंगल लेयर स्टैक के रूप में होती है इसलिए जैसा कि हम उल्लेख कर रहे हैं कि टॉप पर डेटा का उपयोग इस अगली लेयर के लिए पेलोड बन जाता है और एप्लिकेशन हेडर आदि के साथ यह एक एप्लिकेशन डेटा बन जाता है जो अगली लेयर के लिए एक पेलोड है जो बदले में पूरी चीज अगली लेयर के लिए एक पेलोड बन जाती है और आगे इसी तरह बाकी लेयर पर भी चलता रहता है फिजिकल लेयर के माध्यम से यह संपूर्ण डेटा अंडरलाइन फिजिकल चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है इसलिए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और हम उनके साइज पेलोड सहित अन्य चीजों को भी देखेंगे तो क्यों हम विभिन्न प्रकार की चीजें देख रहे हैं क्योंकि विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न इंटरनेट रिसोर्सेज का अलग रिप्रेजेंटेशन है इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि हम चीजों को लेकर ज्यादा भ्रमित न हों अब हम एक टिपिकल लोकल एरिया नेटवर्क पर विचार करते हैं उसके टिपिकल कंपोनेंट क्या होंगे क्लाइंट हैं सर्वर है तो क्लाइंट सर्वर कुछ एप्लिकेशन या कुछ सर्विस दे रहे हैं जैसे कि FTP सर्वर FTP क्लाइंट HTTP सर्वर या कभी कभी हम HTTP डेमॉन और HTTP क्लाइंट कहते हैं जैसे हम अपने साइड में ब्राउज़र पर जो भी उपयोग करते हैं वह HTTP सर्वर है अगर मैं iitkgp एसी डॉट इन को एक्सेस कर रहा हूं तो यह एक HTTP सर्वर है जहां मैं HTTP क्लाइंट हूं मेरा ब्राउज़र HTTP क्लाइंट है और यदि आप नेटवर्क डिवाइस को देखते हैं तो कई डिवाइस हैं जैसे कि रिपीटर्स हब ट्रांससीवर्स एनआईसी बृजेश स्विच राउटर इत्यादि ये विभिन्न प्रकार के डिवाइस विभिन्न लेयर्स पर कार्यान्वित है जैसे रिपीटर और हब मुख्य रूप से लेयर 1 पर होते हैं जबकि NIC ब्रिज लेयर 2 स्विच लेयर 2 और राउटर लेयर 3 पर होते हैं अब हम लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की अवधारणा को देखते है तो एक WAN एक डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है जो एक बड़े ज्योग्राफिक स्पैन को कवर करती है LAN के विपरीत WAN कनेक्शन आमतौर पर सर्विस प्रोवाइडर से किराए पर लिया जाता है इसलिए जब आप WAN कनेक्शन के लिए जाते हैं तो यह सर्विस प्रोवाइडर से होता है WAN विभिन्न ज्योग्राफिक लोकेशन पर विभिन्न साइटों को जोड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके तो मुख्य रूप से WAN और LAN की अवधारणा को हैंडल करने का तरीका अलग होगा लेकिन फिर भी डिवाइस प्रोटोकॉल इत्यादि उसी तरह से काम करते हैं वैसे ही रहते हैं अब हम विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 पर देखेंगे एनआईसी आमतौर पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसे हम अपने सभी सिस्टम लैपटॉप पीसी वगैरह में उपयोग करते हैं वह मूल रूप से एक लेयर 2 डिवाइस के रूप में हैं तो यह एक मैक एड्रेस या कभी कभी हार्डवेयर एड्रेस कहलाता है जो उस इंटरफेस कार्ड के साथ होता है तो यह एक यूनिक एड्रेस है जो कि संदर्भ समय 2727 OEM या निर्माता द्वारा दिया गया है जिसे स्पूफ किया जा सकता है लेकिन हम उन बातों में नहीं जा रहे हैं हम मानते हैं कि मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जो कि हार्डवेयर या अन्य चीजों के ऐड्रेस द्वारा दिया जाता है आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे तो अगर मेरे पास NIC कार्ड वाले दो कंप्यूटर हैं तो पहले को LAN से कैसे कनेक्ट करें बस या तो केबल के अंत से कनेक्ट करें केवल एक चीज है जो एक क्रॉसओवर केबल होनी चाहिए इसका मतलब है ट्रांसमीटर या TX में से एक का RX जाना चाहिए और दूसरे का RX उस TX में जाना चाहिए तो यह एक क्रॉसओवर केबल है या कभी कभी जिसे हम क्रॉस केबल कहते हैं राइट यह आम तौर पर अधिकतम 100 मीटर तक चीजों को कनेक्ट कर सकता हैयह हो सकता है कि उसे कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाए लेकिन अगर मुझे अधिक दूर जाना है तो मुझे एक रिपीटर की आवश्यकता होती है जो संकेत को बढ़ाता है राइट और अगर मैं दो से अधिक चीजों को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे एक मल्टी पोर्ट रिपीटर या लोकप्रिय रूप से हब की जरूरत होगी ये सभी लेयर 1 डिवाइस हैं इसलिए यह केवल संकेतों को एंपलीफाय करते है और अगर व्यवसाय बढ़ता है और मेरे पास कैस्केड थिंग्स है तो एक रिपीटर दूसरा हब फिर से हब और इसी तरह से एक्सपेंड होता है तो समस्या क्या है समस्या यह है कि हब सभी अटैच डिवाइसेज के बीच बैंडविड्थ को शेयर करता है जैसे कि यह 8 पोर्ट्स के साथ 10 एमबीपीएस हब है तो प्रभावी बैंडविड्थ 108 होगी राइट इसके कारण बैंडविड्थ कम हो जाएगी इसलिए हब लेयर1 डिवाइस हैं जोकि ट्रैफ़िक फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं अधिकांश LAN ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हर डिवाइस हर किसी दूसरे डिवाइस की कम्युनिकेशन को देख और सुन सकता है इसलिएयहां बहुत अधिक कॉलीजन होते हैं हालांकि केवल डिवाइस 1 डिवाइस 2 को डाटा भेजता है इसमें केवल 2 का विस्तार होना चाहिए लेकिन यह डाटा सभी को मिलेगा जिसके कारण कॉलीजन भी सबके पास होगा तो इसका समाधान यह है कि हम एक बेहतर हब या ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैक एड्रेस के आधार पर ब्रिज ट्रैफ़िक फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है प्रत्येक NIC के पास एक यूनिक मैक ऐड्रेस है या हर सिस्टम में एक यूनिक मैक ऐड्रेस है इसलिए वे मैक ऐड्रेस के आधार पर ट्रैफिक को फ़िल्टर करते हैं तो यह इस प्रकार से कार्य करता है इसलिए यदि मैं इन बृजेस के बजाय एक ब्रिज भेजता हूं तो ट्रैफिक लोकलाइज्ड हो जाएगा राइट तो ट्रैफ़िक इन चीज़ों को पार नहीं करेगा ताकि बैंडविड्थ के दूसरे हिस्से बर्बाद न हों अगर एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है तो हम मुख्य रूप से कहते हैं कि यह एक स्विच है या अधिक सटीक रूप से एक लेयर 2 स्विच है तो एक लेयर 2 स्विच इस तरह कि नेटवर्क डिवाइसेज को जोड़ता है इसका क्लाउड से कनेक्शन हो सकता है इस मामले में क्लाउड एक इंटरनेट क्लाउड है जिससे हमारा मतलब है की यह क्लाउड के साथ इस तरह की कनेक्टिविटी कर सकता है तो अब राउटर आता है यदि दो नेटवर्क अलग अलग हैं तो राउटर IP एड्रेस के आधार पर ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करते हैं IP एड्रेस राउटर को बताता है कि लैन सेगमेंट और सेगमेंट पिंग नेटवर्क के किस हिस्से पर है तो ये दो नेटवर्क अलग नेटवर्क हैं तो मशीन 1 एक नेटवर्क में है मशीन 2 दूसरे नेटवर्क में है यह राउटर डाटा के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक का रास्ता ढूंढता है तो दूसरे अर्थ में यह केवल फिल्टर नहीं है यह न केवल कॉलेजन डोमेन को विभाजित करता है बल्कि यह ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी विभाजित करता है ताकि यह ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करने की अनुमति दे तो हम क्या देखते हैं यहां विभिन्न स्तरों पर डिवाइसेज हैं आमतौर पर राउटर लेयर 3 होते हैं कुछ लेयर 2 स्विच होते हैं और कुछ लेयर 1 डिवाइस होते हैं और प्रत्येक डिवाइस इसकी लेयर का काम भी करता है लेकिन कुछ चीजों के लिए राउटर में डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की भी प्रॉपर्टी होती है तो किसी भी हायर लेयर में लोअर लेयर की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए यदि आपके पास एक राउटर है तो उसमें अन्य सभी गुण हैं तो इसका मतलब है कि यह मूल रूप से डेटा लिंक लेयर फिल्टरिंग कर सकता है और उन सभी चीजों को कम्युनिकेट भी कर सकता है तो लेयर 3 डिवाइस मैक लेयर और इसके आगे के सभी डिवाइसेज का उपयोग करता है नेटवर्क के हायरारकिकल डिजाइन को देखते हैं जहां हमारे पास कोर हैं जो बाद में डिवाइसेज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस होता है तो यहां कोर बहुत फास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉलिसी है और एक्सेस एक एंड माइलस्टोन सलूशन की तरह है निष्कर्ष निकालने से पहले कुछ पॉइंट्स हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसलिए राउटर बाय डिफॉल्ट रूप से ब्रॉडकास्ट डोमेन का ब्रेकअप करते हैं नेटवर्क सेगमेंट पर सभी डिवाइसेज का ब्रॉडकास्ट डोमेन सेट किया जाता है जो सेगमेंट को भेजे गए सभी ब्रॉडकास्ट को सुनता है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट को तोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब होस्ट और सर्वर नेटवर्क ब्रॉडकास्ट भेजते हैं तो होस्ट को हर डिवाइस को पढ़ना चाहिए और उस ब्रॉडकास्ट को प्रोसेस करना चाहिए इसके आधार पर इसके वह स्वीकार और अस्वीकार किया जा सकता है जब एक राउटर इंटरफ़ेस ब्रॉडकास्ट प्राप्त करता है तो यह नेटवर्क को फॉरवर्ड किए बिना ब्रॉडकास्ट को रोक देता है राउटर कोलिशन डोमेन को भी तोड़ देता है राइट इंटर नेटवर्किंग बनाने के लिए स्विच का उपयोग नहीं किया जाता हैउसके लिए राउटर का उपयोग होता है वे इंटरनेट लैन में कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कार्यरत हैं तो स्विच कॉलेजन डोमेन को तोड़ते हैं एक स्विच नेटवर्क में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फ्रेम को स्विच करता है इसलिए इंटरनेट अवधि में फिर से कोलिशन डोमेन एक नेटवर्क सिनेरियो का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें एक विशेष डिवाइस नेटवर्क सेगमेंट को एक पैकेट भेजता है उसी सेगमेंट में अन्य डिवाइस इस पर ध्यान देने के लिए डिवाइस को मजबूर करते है एक ही समय में विभिन्न डिवाइस के साथ कोलिशन डेटा की हानि और फिर से रिट्रांसमिशन से बैंडविड्थ की हानि होगी संदर्भ समय 3336 यह आमतौर पर लेयर 1 या हब में पाया जाता है इसलिए स्विच पर प्रत्येक और प्रत्येक पोर्ट स्वयं कोलिशन डोमेन है और हब एक कोलिशन डोमेन प्रतिनिधित्व करता है इसलिए हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि अलग लेयर में कार्यशीलता के विभिन्न लेवल होते हैं राइट मूल रूप से यह है कि फिजिकल लेयर फिजिकल ट्रांसमिशन जैसी चीजों के लिए उपयोग होता है जबकि डेटा लिंक लेयर मैक लेयर लेवल पर फ़िल्टरिंग का ध्यान रखती है और उनके बीच कम्युनिकेशन भी करती है ताकि यह फ़िल्टर हो जाए और कोलिशन डोमेन विभाजित हो जाए राउटर लेयर 3 डिवाइसेज है जो विभिन्न नेटवर्क के डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है यकीनन यह इंटर नेटवर्किंग में मदद करता है यदि हम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो यह इंटर नेटवर्क वातावरण में मशीनों के दो प्रोसेसेस को जोड़ता है इस प्रकार प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इस ट्रांसपोर्ट के द्वारा संभव है और जिन एप्लीकेशंस में हम एंड यूजर में रुचि रखते हैं उनमें एंड यूजर मूल रूप से इस विभिन्न एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं जैसे कि हम इंटर नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं और हमने यह भी देखा है कि हर लेयर कैसे प्रोसेस करती है और पिगबैक क्या है इसका पेलोड क्या है इत्यादि इसलिए हम यहां निष्कर्ष निकालते हैं हम उन चीजों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जैसा कि हमने उल्लेख किया है हम टॉप डाउन अप्रोच पर जाएंगे ताकि एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट तक और इसी तरह आगे जाएंगे तो हम यहाँ रुकते हैं धन्यवाद